नमस्कार तो आज हम इस व्याख्यान में विभिन्न सर्किट एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे असल में हमारे विद्युत सर्किट में प्रमुख पैसिव एलिमेंट रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर हैं इसलिए आज हम रेसिस्टर्स कैपेसिटर और इंडक्टर के विभिन्न गुणों पर चर्चा करेंगे आइए हम रजिस्टर नामक पहले एलिमेंट से शुरू करते हैं तो आइए देखें कि रजिस्टर क्या है रजिस्टर एक भौतिक गुण या धारा का विरोध करने के लिए एक एलिमेंट की क्षमता है इसलिए मूल रूप से जब भी किसी विशेष एलिमेंट में धारा प्रवाहित होती है तो वह धारा के प्रवाह का विरोध करने की कोशिश करती है तो एलिमेंट की उस संपत्ति को रजिस्टर कहा जाता है अब आप इस रजिस्टर को कैसे दर्शाएंगे इसलिए आम तौर पर आप देखेंगे कि साहित्य में प्रतीक R को रजिस्टर के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और इसे ओम में मापा जाता है किसी भी पदार्थ का रजिस्टर क्षेत्र के साथ साथ एलिमेंट की लंबाई पर निर्भर करता है तो मूल रूप से यदि आप क्षेत्र A और लंबाई l के एक विशेष एलिमेंट के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो उस विशेष एलिमेंट का रजिस्टर 𝑅𝜌𝑙𝐴 द्वारा दिया जाता है इसका अर्थ है कि 𝜌 उस एलिमेंट की प्रतिरोधकता होगी जो ओम मीटर एलिमेंट की लंबाई और उस एलिमेंट के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र में दर्शाया जाता है तो ये दोनों उस एलिमेंट के गुण हैं जो पदार्थ की प्रतिरोधकता के साथ मिलकर यह परिभाषित करेंगे कि उस एलिमेंट के रजिस्टर का मूल्य क्या है इसलिए आम सर्किट एलिमेंट में रजिस्टर सबसे आम में से एक है और आप देखेंगे कि विभिन्न साहित्य और पुस्तकों में आप रजिस्टर के लिए इस तरह का चित्र देखेंगे रजिस्टर का गुण साहित्य में कैसे आया जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने एक प्रतिरोधक के लिए करंट और वोल्टेज के बीच संबंध विकसित किया इस संबंध को ओह्म लॉ कहा जाता है जिसे जर्मन भौतिक विज्ञानी ने दिया था अब ओम का नियम क्या कहता है ओम का नियम कहता है कि एक विशेष प्रतिरोधक के पार वोल्टेज V करंट I के सीधे आनुपातिक है जो उस प्रतिरोधक के माध्यम से बह रहा है तो आप बस यह दर्शा सकते हैं कि V करंट I के सीधे आनुपातिक है अब ओम एक निरंतरता को परिभाषित करता है जिसे इस विशेष समीकरण के लिए आनुपातिकता स्थिरांक कहा जाता है और जिसे R द्वारा दर्शाया गया था और वहीं से समीकरण V 𝑖𝑅 आया तो यह आनुपातिकता स्थिरांक उस एलिमेंट का रजिस्टर था जिसके माध्यम से धारा बह रही है तो अब उपरोक्त समीकरण से आप बस यह कह सकते हैं कि रजिस्टर R कुछ भी नहीं है लेकिन वोल्टेज V करंट से विभाजित है तो 1 ओम के लिए आप क्या कहेंगे आप कहेंगे 1 ओम और कुछ नहीं बल्कि 1 वोल्ट प्रति एम्पियर है अब रजिस्टर R का मान शून्य से अनंत तक हो सकता है अब यदि रजिस्टर R का मान शून्य है तो इसका मतलब है कि वह विशेष एलिमेंट शॉर्ट सर्किट है इसलिए आदर्श रूप से यदि आप विद्युत तार लेते हैं तो आप मान लेते हैं कि R का मान शून्य है क्योंकि यदि आप उस तार को 2 नोड्स के बीच से जोड़ते हैं तो 2 नोड्स शॉर्ट सर्किट होंगे हालांकि यह केवल आदर्श स्थिति में है क्योंकि व्यावहारिक परिदृश्य में सभी विद्युत तारों का अपना रजिस्टर होता है हालांकि यह अन्य प्रतिरोध एलिमेंट की तुलना में छोटा है लेकिन इस पर अभी भी विचार करने की आवश्यकता है लेकिन आदर्श स्थिति में हम मानते हैं कि उस एलिमेंट का मूल्य शून्य है इसलिए जब R का मान शून्य होता है तो हम आम तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट की स्थिति कहते हैं तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में क्या होगा V यानी I R का मान शून्य के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट स्थिति के तहत पूरे एलिमेंट में वोल्टेज शून्य होगा इसी प्रकार यदि R का मान अनंत है क्योंकि R शून्य से लेकर अनंत तक हो सकता है अगली सीमा स्थिति के तहत जो R अनंत के बराबर है आप सर्किट को ओपन सर्किट मानेंगे उस ओपन सर्किट की स्थिति के तहत करंट क्या होगा आप पता लगा सकते हैं कि I का मूल्य कुछ भी नहीं है लेकिन lim𝑅→∞𝑣𝑅 और इसका मूल्य शून्य के बराबर है तो इसका मतलब है कि ओपन सर्किट की स्थिति में उस एलिमेंट के माध्यम से बहने वाला करंट शून्य होगा अब सर्किट विश्लेषण में एक और उपयोगी एलिमेंट रजिस्टर का उल्टा है जिसे कंडक्टैंस के रूप में जाना जाता है और G से दर्शाया जाता है तो यह रजिस्टर R के ठीक विपरीत है इसे एक पैरामीटर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यह पहचानता है कि कोई एलिमेंट विद्युत प्रवाह को कितनी अच्छी तरह से संचालित कर सकता है R कुछ भी नहीं है लेकिन करंट के प्रवाह का विरोध करने के लिए किसी भी एलिमेंट की संपत्ति है कंडक्टैंस कहती है कि वह विशेष एलिमेंट कितनी अच्छी तरह से प्रवाह की अनुमति दे सकता है तो कंडक्टैंस की इकाई सीमेंस में दी गई है या वैकल्पिक रूप से आप इसे महो कह सकते हैं महो ओम् के विपरीत के अलावा कुछ भी नहीं है अब इसे गणितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है 𝐺1𝑅𝑖𝑣 तो अब चालन को 1 सीमेन या 1 महो या 1 एम्पीयर प्रति वोल्ट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अब समान रजिस्टर को ओम या सीमेंस में व्यक्त किया जा सकता है इसका मतलब है कि यदि 1 रजिस्टर में 10 ओम रेजिस्टेंस है उसी तरह रजिस्टर के रूप में जो आप कह सकते हैं उस एलिमेंट में कंडक्टैंस के रूप में 01 mho है अब देखते हैं आप एक प्रतिरोधक में क्षय हुई शक्ति की गणना कैसे करेंगे प्रतिरोधक में विघटित शक्ति को रजिस्टर R और वोल्टेज और करंट जैसे एलिमेंट में व्यक्त किया जा सकता है इसलिए अब पहले व्याख्यान में हमने 𝑝𝑣𝑖 शक्ति के समीकरण को व्युत्पन्न किया अब ओह्म लॉ बनाएं जो हमें मिला है हमें 𝑣𝑖𝑅 मिला है इसलिए यदि आप इन्हें संयोजित करते हैं तो आपको शक्ति का मान 𝑝𝑣𝑖𝑖2𝑅𝑣2𝑅 मिलेगा तो वैकल्पिक रूप से अलग होने वाली शक्ति को भी कंडक्टैंस में व्यक्त किया जा सकता है इसलिए जहाँ भी आप R देखते हैं आप R को 1 G से बदल देते हैं तो आपको कंडक्टैंस में पावर का मान मिलेगा 𝑝𝑣𝑖𝑣2𝐺𝑖2𝐺 अब आइए हम बेहतर सिद्धांत को समझने के लिए एक उदाहरण लें जिस पर हमने अभी चर्चा की है मान लीजिए कि एक 30 वोल्ट का वोल्टेज रजिस्टर के 5 किलो ओम के रजिस्टर पर लगाया जाता है करंट कंडक्टैंस और अवशोषित की जाने वाली शक्ति की गणना करें तो यहाँ रजिस्टर V के पार वोल्टेज 30 वोल्ट है फिर करंट 𝑖𝑣𝑅305∗1036 mA अब कंडक्टैंस क्या होगा 𝐺1𝑅15∗10302 mS आओ अब हम अवशोषित या क्षय होने वाली शक्ति को निकलते का प्रयास करें आप किसी भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं जिस पर हमने अब तक चर्चा की है आइए हम 𝑝𝑣𝑖 लेते हैं इसलिए जब आप मूल्य डालते हैं तो 𝑝 और आपको सीधे क्षय होने वाली शक्ति मिलता है जो 180 मिलीवाट है इसी तरह 𝑝𝑖2𝑅 इसलिए करंट i का मान रखें तो 𝑖2𝑅 आप फिर से मूल्य को प्रतिस्थापित करते हैं आपको शक्ति का वही मान प्राप्त होगा जो 180 मिलीवाट है अब तीसरा विकल्प यह है कि आप कंडक्टैंस की सहायता से गणना कर सकते हैं वह 𝑝𝑣2𝐺 है मान डालिए आपको फिर से 180 मिलीवाट का मान मिलेगा तो आप किसी भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं जिसे आप शक्ति की गणना के लिए उपयोग करना चाहते हैं आपको अंततः वही मूल्य मिलेगा अब हम एक और उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि 20sin𝜋𝑡 V के वोल्टेज स्रोत को 5 k 𝛺 रजिस्टर के में लगाया जाता है प्रतिरोधक के माध्यम से करंट की गणना कैसे करेंगे और प्रतिरोधक द्वारा अवशोषित शक्ति बस सूत्र का उपयोग करें 𝑖𝑣𝑅20sin𝜋𝑡5∗1034sin𝜋𝑡mA अब पावर p के मूल्य की गणना करने के लिए 𝑝𝑣𝑖80sin2𝜋𝑡 mW अब हम कपैसिटर के एक अन्य एलिमेंट पर विचार करते हैं आइए हम यह समझने की कोशिश करें कि कपैसिटर क्या है तो कपैसिटर एक निष्क्रिय एलिमेंट है जो ऊर्जा को उसके विद्युत क्षेत्र में संग्रहीत करता है इसलिए कपैसिटर का निर्माण आमतौर पर दो कंडक्टर प्लेटों का उपयोग करके किया जाता है जो एक इन्सुलेटर द्वारा अलग किया जाता है अब जब आप कपैसिटर की प्लेटों में वोल्टेज v लागू करते हैं तो कपैसिटर की एक प्लेट पर एक चार्ज q जमा होता है और चार्ज q कपैसिटर की दूसरी प्लेट पर जमा होता है इसलिए आप कह सकते हैं कि कपैसिटर एक ऐसा एलिमेंट है जो आवेश जमा करता है अब संग्रहीत आवेश क्या होगी यह वोल्टेज v के सीधे आनुपातिक होगा तो यह कह सकते हैं कि q जो संग्रहित है चार्ज v के लिए सीधे आनुपातिक है अब आप एक और आनुपातिकता स्थिरांक को पेश कर सकते हैं जिसे C कहा जाता है यहाँ C क्या है C आनुपातिकता का स्थिरांक है जिसे उस कपैसिटर का कपसिटंस के रूप में जाना जाता है और 𝑞𝐶𝑣 तो अब आप कपसिटंस को कैसे परिभाषित करेंगे कपसिटंस को कैपेसिटर की एक प्लेट पर आवेश और दो प्लेटों के बीच वोल्टेज अंतर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो पहले हमने 𝑞𝐶𝑣 देखा तो C q by V होगा जो 1 प्लेट पर आवेश और दो प्लेटों के बीच वोल्टेज अंतर का अनुपात है अब इसे फैरड में मापा जाता है 1 फैरड का मूल्य क्या है 1 फैरड कुछ भी नहीं है लेकिन 1 कोलम्ब प्रति वोल्ट है अब एक कैपेसिटर का कपसिटंस भी उसके भौतिक आयाम पर निर्भर करता है इसलिए यदि आप कैपेसिटर प्लेटों को देखते हैं जैसे कि अगर यह दो प्लेट कैपेसिटर है तो क्षेत्र A और प्लेटों के बीच की दूरी उस कैपेसिटर के कपसिटंस के मूल्य को परिभाषित करती है तो आप कैपेसिटेंस C को कैसे परिभाषित करेंगे 𝐶𝜖𝐴𝑑 जहां 𝐴 प्रत्येक प्लेट का सतह का क्षेत्रफल है 𝑑 प्लेटों के बीच की दूरी है और 𝜖 प्लेटों के बीच डाईइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है जिसे Fm में मापा जाता है मुक्त स्थान की परमिटिविटी 885 x 10 12 Fm है अब कैपेसिटर में करंट वोल्टेज संबंध प्राप्त करने के लिए हम समीकरण 𝑖𝑑𝑞𝑑𝑡 का उपयोग कर सकते हैं जिसे हमने अपने पहले व्याख्यान में और फिर 𝑞𝐶𝑣 में गणना की जिसे हमने अभी देखा था इसलिए यदि आप इन 2 समीकरणों का उपयोग करते हैं तो आप करंट I का मान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए आपको क्या करना है आपको बस समय के साथ समीकरण के दोनों पक्षों को डेरीवेटिव निकालना है तो यह 𝑑𝑞𝑑𝑡𝐶𝑑𝑣𝑑𝑡 बन जाएगा C एक स्थिर है इसलिए इसे डेरीवेटिव डेरीवेटिव नहीं किया जा सकता है यदि आप डेरीवेटिव निकालते हैं तो यह शून्य हो जाएगा 𝑑𝑞𝑑𝑡 क्या है यह करंट 𝑖𝐶𝑑𝑣𝑑𝑡 है तो आपको 𝑖 मिलता है तो आप आसानी से कैपेसिटर के लिए करंट i के मूल्य की गणना कर सकते हैं अब यदि आपको तात्कालिक शक्ति निकालने के लिए कहा जाता है तो आपको बस करंट को गुणा करना होगा जिसे आप पहले v से गणना करते हैं आपको 𝑝𝑣𝑖𝐶𝑣𝑑𝑣𝑑𝑡 मिलेगा अब कैपेसिटर में संग्रहीत ऊर्जा की गणना करने के लिए आपको इस शक्ति को समय के साथ समाकलन करना होगा आपको कुल ऊर्जा का मूल्य प्राप्त होगा तो मूल्य क्या होगा आप माइनस इनफिनिटी से समय t पर समाकलन करते है जहां आप ऊर्जा के मूल्य का पता लगाना चाहते हैं

𝑣𝑡𝑣−∞ तो इसका मतलब है कि आपका मान 𝑣−∞0 है और यदि आप किसी विशेष समय पर 𝑣 को लेते हैं तो आप बस 𝑣 के रूप में कहेंगे तो ऊर्जा का आपका कुल मूल्य 𝑤12𝐶𝑣2𝑞22𝐶 होगा तो उस विशेष सूत्र का उपयोग करके q और C के शब्दों में ऊर्जा W का भी मान ज्ञात किया जा सकता है अब यह समीकरण विद्युत क्षेत्र में संग्रहीत ऊर्जा का दर्शाता करता है जो कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच मौजूद है इसलिए इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह एक आदर्श कैपेसिटर है इसलिए यह ऊर्जा को अपने आप से नष्ट नहीं करेगा इसीलिए आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर वह एलिमेंट है जो ऊर्जा को उसके विद्युत क्षेत्र में संग्रहीत करने की क्षमता रखता है अब जब कैपेसिटर के पार वोल्टेज समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो कैपेसिटर के माध्यम से करंट शून्य होगा इसका मतलब है कि कैपेसिटर DC वोल्टेज के लिए एक खुले सर्किट की तरह काम करता है अब 1 उदाहरण लेते हैं आइए 3 pF कैपेसिटर पर संग्रहीत चार्ज की गणना करें जिसमें 20 वोल्ट लगाए गए आप बस सूत्र 𝑞𝐶𝑣 का उपयोग करते हैं और आप मूल्य की गणना करेंगे 𝑞3∗10−12∗2060 pC अब संग्रहीत ऊर्जा के लिए आप उपयोग करेंगे 𝑤12𝐶𝑣212∗3∗10−12∗202600pJ अब यदि एक 5 𝜇F कैपेसिटर के पार वोल्टेज 𝑣𝑡10cos6000𝑡 V है आप इसके माध्यम से गुजरने वाले करंट की गणना कैसे करेंगे आपको सूत्र 𝑖𝑡𝐶𝑑𝑣𝑑𝑡 5∗10−6∗𝑑𝑑𝑡10cos6000𝑡 −5∗10−6∗6000∗10sin6000𝑡 −03sin6000𝑡 A का उपयोग करना होगा अब यदि आपको 2 𝜇F कैपेसिटर में वोल्टेज निर्धारित करने के लिए कहा जाता है यदि इसके माध्यम से धारा 𝑖𝑡6𝑒−3000𝑡 mA है प्रारंभिक कैपेसिटर वोल्टेज को शून्य मान लें तो क्या होगा आपको करना होगा 𝑣𝑡1𝐶𝑖𝑑𝑡𝑣 and 𝑣0 𝑣12∗∗𝑑𝑡∗1− V अब हम तीसरे एलिमेंट पर आते हैं जो इंडक्टैंस है अब इंडक्टर एक और पैसिव एलिमेंट है जो ऊर्जा संग्रहीत करने के लिए के लिए डिज़ाइन किया गया है लेकिन यहां संग्रहीत ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में है इंडक्टर में चालक तर की कुंडली होती है और जब करंट को एक इंडक्टर से गुजरा जाता है तो यह पाया जाता है कि इंडक्टर के पार का वोल्टेज करंट के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है तो इसका मतलब है कि 𝑣 ∞𝑑𝑖𝑑𝑡 तो अब अगर आप इसे समानता में परिवर्तित करते हैं तो 𝑣𝐿𝑑𝑖𝑑𝑡 तो यह आनुपातिकता स्थिरांक कुछ भी नहीं है लेकिन उस एलिमेंट का इंडक्टैंस है जिसके माध्यम से वोल्टेज मापा जाता है और करंट समय के संबंध में बदल रहा है तो 𝑣𝐿𝑑𝑖𝑑𝑡 इंडक्टर की संपत्ति है और आप इसका कैसे दर्शाएंगे इसे कुंडली के रूप में दर्शाया गया है तो आप जिस प्रतीक को साहित्य में देखेंगे वह कुछ भी नहीं है प्रतीक है अब इंडक्टैंस क्या है इंडक्टैंस वह संपत्ति है जहां एक इंडक्टर द्वारा इसके माध्यम से बहने वाले करंट प्रवाह में परिवर्तन के विरोध होता है और इसे हेनरी में मापा जाता है तो 1 हेनरी क्या है 1 हेनरी कुछ नहीं बल्कि 1 वोल्ट सेकंड प्रति एम्पीयर है इंडक्टर की इंडक्टैंस उसके भौतिक आयाम पर भी निर्भर करती है तो मान लीजिए कि आपके पास एक कुंडली है और आपको इंडक्टैंस के मूल्य का पता लगाने के लिए कहा गया है देखें कुंडली में क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जो कहता है कि यह A है और लंबाई l है तो इस प्रकार के इंडक्टर के लिए आपका इंडक्टैंस मूल्य 𝐿𝑁2𝜇𝐴𝑙 N फेरों की संख्या है A पार क्रॉस सेक्शनल एरिया है l इंडक्टर की लंबाई है और फेरे क्या है 𝜇 इंडक्टर की परमीअबिलिटी है तो इसके साथ आप 𝐿𝑁2𝜇𝐴𝑙 can के मान की गणना कर सकते हैं तो अब आप क्या लिख सकते हैं आप 𝑑𝑖 1𝐿𝑣 𝑑𝑖 लिख सकते हैं इसलिए इंडक्टर को दी गई शक्ति का पता लगाने के लिए आप 𝑝𝑣𝑖𝐿𝑑𝑖𝑑𝑡 𝑖 लिखेंगे अब अगर आपको यह पता लगाने के लिए कहा जाए कि इंडक्टर में कितनी ऊर्जा संग्रहीत की गई है

𝑖𝑡𝑖−∞ अब प्रारंभिक स्थिति में हम मानते हैं कि 𝑡−∞पर शून्य है 𝑖−∞0 है तो आखिरकार हमें क्या मिलता है हमें प्राप्त कुल ऊर्जा 𝑤12𝐿 है तो उपरोक्त समीकरण एक इंडक्टर के चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहीत कुल ऊर्जा को दर्शाता है इसलिए हमने कैपेसिटर में जो देखा उसके विपरीत कैपेसिटर में ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित किया जाता है लेकिन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहीत करता है अब वोल्टेज इंडक्टर पर शून्य है इसका मतलब है कि इंडक्टर के माध्यम से करंट स्थिर है क्योंकि 𝑣𝐿𝑑𝑖𝑑𝑡 v शून्य है का अर्थ करंट के परिवर्तन की दर शून्य है तो इंडक्टर पर वोल्टेज शून्य होगा उस स्थिति में इंडक्टर DC के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा अब इस इंडक्टर की महत्वपूर्ण संपत्ति यह है कि यह उस विशेष एलिमेंट के माध्यम से धारा के प्रवाह को बदलने का विरोध करेगा तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि एक इंडक्टर के माध्यम से करंट अचानक नहीं बदल सकता है इसलिए आदर्श इंडक्टर एक आदर्श कैपेसिटर की तरह ऊर्जा का क्षय नहीं कर सकता है और यह ऊर्जा को संग्रहीत करेगा जिसे बाद में पुनः प्राप्त किया जा सकता है तो अब हम 1 उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि 01 H इंडक्टर के माध्यम से करंट है 𝑖𝑡10𝑡𝑒−5𝑡 A हमें उस इंडक्टर में वोल्टेज को खोजने की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे हम सूत्र का उपयोग करेंगे 𝑣𝐿𝑑𝑖𝑑𝑡 और 𝐿01 H हम फिर 𝑑𝑑𝑡10𝑡𝑒−5𝑡10𝑒−5𝑡𝑡−5𝑒−5𝑡 का अवकलन करते हैं तो अंत में आपको क्या मिलेगा वोल्टेज 𝑣01∗𝑑𝑑𝑡10𝑡𝑒−5𝑡 𝑒−5𝑡𝑡−5𝑒−5𝑡 𝑒−5𝑡1−5𝑡 V अब यदि आपको किसी इंडक्टर में संग्रहीत ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है आप बस सूत्र का उपयोग करें 𝑤12𝐿𝑖212∗01∗100𝑡2𝑒−10𝑡5𝑡2𝑒−10𝑡J इसलिए आज हमने अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के 3 मूल एलिमेंट को देखा जो रेसिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर हैं इसलिए हमने इन 3 एलिमेंट के गुणधर्मो को देखा और यह भी देखा कि ओम कानून लॉ क्या है इसलिए अगले व्याख्यान में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप सर्किट के विश्लेषण में इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद